हम एक स्टीरियो सिस्टम के बिंदुओं के संगत जोड़े के सेट से संरचना को ठीक करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हमने चर्चा की है कि कंप्यूटिंग के लिए अलग अलग दृष्टिकोण कैसे हैं एक दृश्य बिंदु की गणना करके संबंधित बिंदु की एक जोड़ी दी गई है इसलिए इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए हम दृश्य बिंदु की गणना के लिए यहाँ हम एक समस्या पर चर्चा करेंगे इसलिए इस विशेष उदाहरण पर विचार करें कि हमारे पास बाएं और दाएं कैमरे के लिए P और P दो कैमरे मैट्रिसेस हैं और एक दृश्य बिंदु कि छवियों को हम 0 35 और 23 13 पर बनता है ऐसा बोल सकते है तो हमें दृश्य बिंदु के 3D निर्देशांक की गणना करना होगा हम दो कैमरों P और P के प्रोजेक्शन मैट्रिसेस देख सकते हैं वे भी यहाँ दिए गए हैं इसलिए हम समाधान पर चर्चा करेंगे तो आइए हम इस बात पर विचार करें कि हम विशेष रूप से दृश्य बिंदु प्राप्त करने के लिए इसकी गणना कैसे करने जा रहे हैं तो हमारे पास प्रोजेक्शन मैट्रिसेस P और P है 𝑃 𝑀 𝑚′ और हमने यहाँ दिखाया है कि x और x के रूप में इसी बिंदु के दो जोड़े तो हम त्रिकोणासन के ज्यामिति दृष्टिकोण को लागू करेंगे इसका मतलब है कि हम इन दो कैमरों के लिए किरणों को वापस प्रक्षेपण किरणों का रूप देंगे और फिर इसके प्रतिच्छेदन की गणना करने का प्रयास करेंगे और नोइज़ी ऑब्जरवेशन के कारण हमें वास्तव में इसका प्रतिच्छेदन नहीं मिलेगा यह उम्मीद है कि उन्हें प्रतिच्छेदन करना चाहिए लेकिन हमें सटीक प्रतिच्छेदन नहीं मिलेगा तो हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि प्रतिच्छेद बिंदु के एक बहुत करीबी अनुमान का पता लगाएं तो हमें दोनों लाइनों के लिए लंबवत खंड पर विचार करना चाहिए और फिर समाधान के मध्य बिंदु प्राप्त करना चाहिए तो आइए देखें कि यह गणना कैसे आगे बढ़ती है तो C पहले कैमरे का केंद्र है C दूसरे कैमरे का केंद्र है और हम प्रोजेक्शन रे की दिशा कोसाइन कर सकते हैं छवि बिंदु x दिया है इसी तरह दूसरे कैमरे के प्रोजेक्शन रे की दिशा कोसाइन दी गई छवि बिंदु x तो यह वही है इसलिए M 1m का केंद्र C होगा फिर M 1m यह दूसरे कैमरे का केंद्र होगा M 1x पहले कैमरे के प्रोजेक्शन रे का एक दिशा कोसाइन है और M 1x दूसरे कैमरे का एक दिशा कोसाइन है तो इस संगणना से हमें सीधी रेखाओं के सभी तीन आयामी निर्माणों का पता चल जाता है क्योंकि बिंदु सीधी रेखा और इसके विपरीत कोणीय रेखाओं से गुजरते हैं अब हम लंबवत खंड और इसके मिलने के बिंदु को हल करने के लिए तीन आयामी कोआर्डिनेट ज्यामिति को लागू करते हैं तो वहाँ समाधान है तो इस लंबवत खंड की एक विशेषता जिसे इसका निर्देशन कोसाइन dx और dx के क्रॉस प्रोडक्ट द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह उसी के लिए लंबवत है और अगर हम मानते हैं छवि बिंदु x और C के माध्यम से गुजरने वाले प्रोजेक्शन रे पर स्थित एक बिंदु C प्लस s d x के रूप में तो s कुछ ऐसा है जो उस सीधी रेखा का एक पैरामीट्रिक रिप्रजेंटेशन है कोई भी बिंदु हो सकता है यदि कोई भिन्न होता है s कोई पॉजिटिव वैल्यू है इसी तरह C प्राइम प्लस t d x प्राइम एक और बिंदु है तो हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि कौन से s और t इस कंस्ट्रेंट्स को संतुष्ट करेंगे कि उनके साथ जुड़ने वाली रेखा s और t के इस मान द्वारा दिए गए उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमें दोनों किरणों की लंबवत दिशाएँ प्रदान करेगी ताकि हम अनुवाद करें इसलिए यह इसके लिए लंबवत है और फिर हम जानते हैं कि हमें इस कंस्ट्रेंट्स को लागू करने के लिए s और t को हल करने की आवश्यकता है 𝐶 −𝑀−1𝑚 𝐶′ −𝑀′−1𝑚′ 𝑑𝑥 𝑀−1𝑥 𝑑𝑥′ 𝑀′−1𝑥′ 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑥𝑋𝑑𝑥′ इसलिए ये कम्प्यूटेशनल चरण हैं जो हमने चर्चा की और यहां उन सभी परिणामों का सारांश है जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमने पहले केंद्रों की गणना की है यह इस संबंध को लागू करके दिया गया है फिर हमने इस विशेष तथ्यों को लागू करके दिशा कोज़ाइन पूरा कर लिया है फिर यह लंबवत खंड की दिशा है जो इन दोनों किरणों के लंबवत है और फिर हम कंस्ट्रेंट्स को लागू करने के लिए s और t के लिए हल करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइन इसके द्वारा बनती है इसलिए इस खंड द्वारा उनके रूप रेखा इस प्रकार dx और dy दोनों दिशाओं के लंबवत हैं तो हमें वास्तव में दो समीकरण मिलते हैं इसलिए यदि हम dx 032 047 069 की दिशा कोसाइन करते हैं फिर इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि हमने इस दिशा के डॉट प्रोडक्ट को इस विशेष एक्सप्रेशन के साथ लिया है जो 0 के बराबर होना चाहिए इसी प्रकार dx की दिशा कोसाइन से यह इस दिशा में ओर्थोगोनल होना चाहिए तो इन दो वैक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होना चाहिए तो यह हमें दो समीकरण देता है कि s और t के संदर्भ में एक रेखीय समीकरण इसलिए यदि हम हल करते हैं और हम s और t और बिंदु प्राप्त कर सकते हैं तो यह है कि हम इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं और हम संरचना प्राप्त कर सकते हैं आइए हम लाइन पुनर्निर्माण की अन्य समस्या पर विचार करें तो हम यहां एक विशेष स्थिति पर विचार करते हैं जहां हमें एक सीधी रेखा L दी गई है और हम इसकी दो छवियां प्राप्त कर सकते हैं जो कि पहली छवि के समतल में और दूसरी छवि के समतल में फिर से सीधी रेखाएं होंगी संयोग से जैसा कि हम देख सकते हैं कि वहाँ एपिपोलर लाइनें भी होंगी जो कि संबंधित एपिपोलर लाइन होती हैं तो यह पहली छवि समतल में 3 आयामी लाइन की एक छवि है इसी तरह दूसरी छवि के समतल में उसी रेखा की छवि दोनों L और L द्वारा दिए गए हैं तो हम यहां क्या कर सकते हैं जिसने इस लाइन को दिया और यह प्रोजेक्शन मैट्रिक्स P दिया हम जानते हैं कि इस समतल का समीकरण PTl है तो यह इस समतल का समीकरण है 𝜋 𝑃𝑇𝑙 𝜋′ 𝑃′𝑇𝑙′ L इसी तरह इस समतल का समीकरण 𝑃′𝑇𝑙′ है तो अब हमारे पास ये दो समतल हैं एक है 𝜋 और दूसरे को 𝜋 कहते हैं इसलिए जब दो समतल प्रतिच्छेद करते हैं वे एक रेखा बनाते हैं और यह समाधान है कि एक तीन आयामी रेखा है और यदि हम इस प्रतिच्छेदन की गणना करते हैं तो हमें वही मिलेगा इसलिए यह वही है जिसका हमने अभी उल्लेख किया है तो अंत में हमारा समाधान इस रूप में है इसलिए यह तीन आयामी रेखा का प्रदर्शन करने का एक सुविधाजनक तरीका है अब हम एक स्टीरियो सिस्टम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता पर चर्चा करेंगे एक स्टीरियो सिस्टम की एक महत्वपूर्ण विशेषता और हम यह दिखा सकते हैं कि कैसे छवि बिंदुओं के बीच प्रॉजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन वे एक स्टीरियो ज्यामिति में मौजूद हैं तो होमोग्राफी या प्रॉजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन को संबंधित बिंदुओं की जोड़ी के बीच स्थापित किया जाता है जिसके लिए दृश्य बिंदु एक विशेष समतल पर होते हैं तो हम इस तरह की होमोग्राफी को प्लेन इन्ड्यूसड होमोग्राफी कहते हैं तो इस विशेष परिदृश्य को लें जिसे इस चित्र में दिखाया गया है कि हमारे पास एक बार फिर से प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के दो कैमरे हैं P और P तो P को I 0 द्वारा दिया गया है जो पहले कैमरे के लिए प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है और P इस A a प्रदर्शन में दिया गया है और हमारे पास एक समतल है जो इस बीजीय प्रदर्शन द्वारा दिया गया है जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह एक समतल का एक समीकरण है तो तीन आयामी प्रोजेक्टिव स्पेस के एक होमोजीनिअस कोआर्डिनेट प्रणाली में एक समतल का प्रदर्शन इसलिए यह 3 वेक्टर है जो हमें समतल के दिशा निर्देश कोजाइन दे रहा है और हमारा स्केल मान 1 रखा गया है जिसका अर्थ है समतल का समीकरण यदि v को कॉलम वेक्टर के रूप में दिया गया है v v1 v2 v3 𝑣1𝑥 𝑣2𝑦 𝑣3𝑧 1 0 उस समतल पर एक बिंदु पर विचार करें जो यहाँ x pi और इसके संबंधित दृश्य बिंदु x और x प्राइम को दिया गया है इसलिए हम दिखा सकते हैं कि इन दो बिंदुओं के बीच एक होमोग्राफी मौजूद है इसलिए हम उदाहरण के लिए एक और बिंदु ले सकते हैं और हम यह भी कह सकते हैं कि दृश्य यह y है और यह y प्राइम है इसलिए यह संबंधित बिंदु है इसलिए होमोग्राफी H मौजूद है जैसे कि Hx हमें x प्राइम देगा और Hy हमें y प्राइम देगा और इस होमोग्राफी को प्लेन इन्ड्यूसड होमोग्राफी कहा जाता है हम यह चीजें दिखा सकते हैं तो हम व्युत्पत्तियों की जांच करते हैं इस विशेष आरेख को साफ करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि एक समतल में बिंदु और इसके संबंधित छवि बिंदु सिंगल विज़न कैमरा भी होमोग्राफी से संबंधित हैं क्योंकि एक समतल में बिंदुओं को दो स्वतंत्र मापदंडों द्वारा तीन वेक्टर द्वारा दर्शाया जा सकता है और वे एक होमोग्राफी द्वारा संबंधित होते हैं विचार करें कि होमोग्राफी H 1 pi है इसी तरह हम एक होमोग्राफी H 2 pi कर सकते हैं तो वहाँ से हम एक होमोग्राफी प्राप्त कर सकते हैं जो इस H 2 pi द्वारा दी गई है H 1 pi इन्वर्स यह प्लेन इन्ड्यूसड होमोग्राफी समतल के मापदंडों से संबंधित हो सकता है जो इस होमोग्राफी को प्रेरित कर रहा है और प्रोजेक्शन मेट्रिक्स के मापदंडों को भी इसलिए यहां हमने दिखाया है हमने एक प्रमाण दिखाया है कि यह किस तरह से संबंधित है मूल प्रमेय यह है कि यह होमोग्राफी इसके द्वारा दी गई है इसका मतलब है प्लेन इन्ड्यूसड इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां A दूसरे कैमरे या P प्राइम के प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के 3 क्रॉस 3 उप मैट्रिक्स है और यह वेक्टर a चौथा कॉलम वेक्टर है इस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के चौथे कॉलम वेक्टर और v जैसा कि हम जानते हैं कि यह समतल pi के सामान्य की दिशा अनुपात है तो यह यहाँ दिखाया गया है कि यह इस तरह से कैसे संबंधित है तो हम इस प्रमाण की रूपरेखा प्रदान करते हैं जैसा कि यहां दिया गया है अब हम देख सकते हैं कि x प्राइम जो कि दृश्य बिंदु x की छवि है इस P प्राइम X द्वारा दी गई है जो इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है जबकि x सिर्फ PX है जिसे इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो अब इस किरण के किसी भी बिंदु को x रो माना जा सकता है जैसा कि हम जानते हैं कि होमोजीनिअस कोआर्डिनेट प्रणाली में स्केल फैक्टर हमें संबंधित बिंदुओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है और तीन आयामी स्पेस की वास्तविक स्पेस के संबंध में व्याख्या है यह उस बिंदु पर किसी भी बिंदु पर हो सकता है जो छवि बिंदु x को जोड़ता है ध्यान देना चाहिए कि रो पर 1 के बराबर हमारे पास छवि बिंदु है तो जब रो 1 है इस रूप में इसका प्रदर्शन किया जाता है और जब अनंत में होता है तो इसे इस x 0 रूप में दर्शाया जाएगा इसलिए रो के किस वैल्यू पर हमें यह वैल्यू मिल रहा है जो कि समतल पर बिंदु कन्टेनमेंट संबंधों पर विचार करके निर्धारित किया जा सकता है तो अगर हम पाई ट्रांसपोज़ x रो लेते हैं यह वेक्टर जो 0 के बराबर होना चाहिए और रो का मान माइनस v ट्रांसपोज़ x द्वारा दिया जाता है और अब हम x प्राइम के एक्सप्रेशन में उपयोग करेंगे इसलिए x इस कैपिटल X के साथ संबंधित है जो कि दृश्य बिंदु है छवि बिंदु x के साथ संबंधित है और स्केल फैक्टर भी है जिसे समतल में बिंदु कन्टेनमेंट के इस विशेष तथ्य का उपयोग करके गणना की गई है तो x और स्केल फैक्टर माइनस v ट्रांसपोज़ x है तो अगर हम इसी सब मेट्रिक्स का गुणनफल करते हैं हम इसे Ax माइनस a v ट्रांसपोज़ x के रूप में प्राप्त करेगें और नो ah इसलिए इसे इस रूप में लिखा जा सकता है इसलिए जैसा कि हम देख रहे हैं कि x प्राइम x से संबंधित है इस रैखिक परिवर्तन से और जो कुछ भी नहीं है लेकिन हम इसे एक प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं और जो कि होमोग्राफी H है इसलिए हम इस तरह से प्राप्त करेगें जैसे कि यह प्रत्यक्ष संबंध है इसलिए इस विशेष तथ्य का उपयोग करके हम कह सकते हैं कि दो स्टीरियो इमेजेज के बीच एक परिवर्तन H प्लेन इन्ड्यूसड होमोग्राफी है अगर हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अगर फंडामेंटल मैट्रिक्स को इस रूप में विघटित किया जा सकता है जब e प्राइम क्रॉस H e प्राइम एक एपीपोलर प्लेन दाएं एपिपोल है और जैसा कि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स के साथ राइट एपिपोल का क्रॉस प्रोडक्ट जो एक ऑपरेशन मैट्रिक्स है मूल रूप से यह e प्राइम क्रॉस एक मैट्रिक्स समकक्ष मैट्रिक्स है जो उस ऑपरेशन का प्रतिनिधित्व कर रहा है वह हम ही हो सकते हैं हम F देंगे हमारे पास है पहले हमने चर्चा की है कि वास्तव में यह होमोग्राफी है यह कोई भी होमोग्राफी हो सकती है और यही वह है जिसका प्रदर्शन यहाँ किया गया है पहले हम अनंत में समतल में केवल होमोग्राफी लिए हैं तो यहां तक कि अगर हम e प्राइम क्रॉस H के इस रूप में F को विघटित करते हैं तो P और P प्राइम से ah प्राप्त किया जा सकता है इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है यह प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के ah जोड़े के फैमिली में है यह एक ऐसा विकल्प भी हो सकता है तो हम यह भी कह सकते हैं कि यदि हमारे पास दो प्रोजेक्शन मैट्रिसेस P हैं जो I 0 और P प्राइम के कैनोनिकल रूप में हैं जो इस रूप में दिए गए हैं हम देख सकते हैं कि एक प्लेन इन्ड्यूसड होमोग्राफी H है और फिर इस समीकरण को हल करके प्लेन को रिकवर किया जा सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि होमोग्राफी ah होगी हमने देखा है कि होमोग्राफी A माइनस a v द्वारा दी गई है जो पिछले मामले में एक v ट्रांसपोज़ है लेकिन स्वाभाविक रूप से यह समानता हम तब तक स्थापित नहीं कर सकते जब तक हम यह नहीं जानते कि सटीक समानता निर्धारित की जा सकती है जब हम यह जान सकते हैं कि यह समानता किस पैमाने पर है इसलिए हमें इस समीकरण को इस रूप में लिखना होगा तो यहाँ अज्ञात क्या हैं वहां हमारे पास अज्ञात k और v है तो हम वहाँ एक रेखीय समीकरण मिल जाएगा वहाँ कोई नहीं होगा H में कोई नहीं है 8 तत्व हैं 8 स्वतंत्र एलीमेंट्स पैरामीटर तो हम अज्ञात k और v के लिए रेखीय समीकरण प्राप्त कर सकते हैं और हम इस होमोग्राफी का उपयोग करके हल कर सकते हैं तो यह है कि हम समतल का समीकरण कैसे प्राप्त कर सकते हैं स्टीरियो ज्यामिति की एक और विशेषता है कि इस प्लेन इन्ड्यूसड होमोग्राफी या हम पता लगा सकते हैं कि यह फंडामेंटल मैट्रिक्स के अनुकूल है या नहीं जैसे हमने अवलोकन किया हमने चर्चा की है कि कैसे फंडामेंटल मैट्रिक्स की मौलिक संगतता जोड़ेगी एक प्रोजेक्शनल मेट्रिसेस का अवलोकन करके परीक्षण किया जा सकता है जहाँ यह है कि स्किव सिमेट्रिक मैट्रिक्स विशेषता है P प्राइम ट्रांन्स्पोज F P स्किव सिमेट्रिक होना चाहिए इसी तरह यहाँ भी हम देख सकते हैं कि H ट्रांन्स्पोज F को स्किव सिमेट्रिक होना चाहिए तो हमें पता है कि वहाँ एक दिलचस्प है जो स्किव सिमेट्रिक मैट्रिक्स की विशेषता में से एक है क्योंकि उस मैट्रिक्स का ट्रांन्स्पोज मैट्रिक्स का निगेसन है इसलिए यदि हम ट्रांन्स्पोज जोड़ते हैं तो हमें 0 मिलना चाहिए तो इसे इस रूप में दिखाया जा सकता है जो इस बात का प्रमाण है चूंकि x प्राइम ट्रांन्स्पोज F x 0 के बराबर और x प्राइम H x है तो H x ट्रांन्स्पोज F x 0 के बराबर है और यह सच है एक बार फिर यह हर x के लिए सच है क्योंकि देखें कि ये सभी एक ही छवि बिंदु हैं तो यह हर x के लिए सच है तो H ट्रांन्स्पोज F एक स्किव सिमेट्रिक मैट्रिक्स की विशेषता से एक स्किव सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये स्टीरियो ज्यामिति के कुछ तथ्य हैं जो एक बार हमारे पास एक प्लेन इन्ड्यूसड होमोग्राफी है इसका मतलब है इस मामले में संबंधित बिंदुओं के जोड़े वे सभी एक समतल के दृश्य बिंदुओं से बनते हैं इसलिए उस रूप से समझाया जाता है हम विचार करें एक समतल जिसे हम मानते हैं और उस समतल में यदि यह आधार रेखा के समानांतर नहीं है उस समतल के संबंध में एक इन्टरसेक्शन है इसलिए यदि एक बार फिर उस समतल के लिए यदि हम जानते हैं कि होमोग्राफी H है इसलिए e प्राइम उस प्लेन इन्ड्यूसड होमोग्राफी के लिए उसके बराबर होना चाहिए इसी तरह हमने उल्लेख किया है कि एपिपोलर लाइनें जो उसी एपिपोलर प्लेन पर है और कोई भी विशेष लाइन जो एक ही एपिपोलर प्लेन पर पड़ी होती है वे भी प्लेन इन्ड्यूसड होमोग्राफी बनाते हैं क्योंकि एक बार फिर जो प्लेन इन्ड्यूसड कर रहा है और बिंदु उस प्लेन में पड़े हुए हैं और उस प्लेन का कोई भी इन्टरसेक्शन जो एपिपोलर प्लेन के संबंध में है को वह इस कंस्ट्रेंट्स पूरा करेगा तो यह भी संतुष्ट है किसी भी एपिपोलर लाइनों के जोड़ी के लिए यह संतुष्ट है और H x L e प्राइम की एपिपोलर लाइन पर स्थित है एक और कंस्ट्रेंट्स है जो यहाँ दिखाया गया है यहां हम यह भी देख सकते हैं कि यदि हमारे पास एक दृश्य बिंदु है अगर कुछ दृश्य बिंदु है यहाँ यह एपिपोलर लाइन है तो x F x के संबंध में गुणनफल के प्रदर्शन से एक संबंधित बिंदु की एपिपोलर लाइन प्राप्त की जा सकती है और तब इसका मतलब है हम x को गुणा करके एपिपोलर लाइन प्राप्त कर सकते हैं और अगर हम x पर होमोग्राफी परिवर्तन करते हैं तो यह बिंदु भी यहाँ पर होगा इसका मतलब है हम H x ट्रांन्स्पोज लिख सकते हैं F x जो 0 के बराबर भी होना चाहिए इसलिए यह इस विशेष संगणना का सार है तो हम विचार करेंगे हम कुछ कंस्ट्रेंट्स के तहत फंडामेंटल मैट्रिक्स का अनुमान लगाने के लिए इस तथ्य का फायदा उठा रहे हैं क्योंकि यह संगणना को सरल बनाएगा मान लीजिए हम 6 बिंदुओं से फंडामेंटल मैट्रिक्स की गणना करना चाहते हैं जिनमें से 4 कोप्लानर हैं तो हम उस 4 कोप्लानर पॉइंट का उपयोग कर सकते हैं हम जानते हैं कि वे एक होमोग्राफी स्थापित करते हैं तो उनके संगत बिंदु का आपस में होमोग्राफी का रिश्ता है तो हम उन 4 बिंदुओं का उपयोग करके होमोग्राफी मैट्रिक्स H की गणना कर सकते हैं और फिर हम एपीपोलर लाइनों की गणना करके एपिपोल का पता लगा सकते हैं इसलिए इसका मतलब है हम वास्तविक संबंधित बिंदुओं पर विचार करते हैं जो x 5 के लिए देखे गए हैं तो हमारे पास x 5 से संबंधित x 5 प्राइम है तो x 6 से संबंधित x 6 प्राइम है हमारे पास भी x 1 से संबंधित x 1 प्राइम है तो x 4 से संबंधित x 4 प्राइम है तो पहले हम प्राइम इन्ड्यूसड होमोग्राफी की गणना करें हमें न्यूनतम 4 संबंधित बिंदु की आवश्यकता है तो अब अगर हम इस होमोग्राफी का उपयोग करके x 5 को रूपांतरित करते हैं वही बिंदु एपिपोलर लाइन f x 5 में होगा या हमें यह कहना चाहिए एपिपोलर लाइन बनेगी क्योंकि F ज्ञात नहीं है तो एपिपोलर लाइन H x 5 क्रॉस x 5 प्राइम द्वारा बनाई जाएगी तो यह वही है जो x 5 प्राइम दिखाया गया है और यह प्लेन इन्ड्यूसड होमोग्राफी पॉइंट है इसलिए वे एक एपिपोलर लाइन बनाएंगे उसी तरह दूसरे बिंदु का उपयोग करके हम दूसरी एपिपोलर लाइन बनाते हैं तो हमको x 6 प्राइम मिलते हुए एक और बिंदु मिलेगा और मान लीजिए कि यह x 6 है तो यह x 6 है यह कहीं और हो सकता है यह यहां नहीं है तो यह बिंदु यहां हो सकता है और कहें कि यह x 6 प्राइम है और होमोग्राफी परिवर्तन के बाद यह H x 6 है इसलिए यह एक और एपिपोलर लाइन भी बनाएगा तो यह दो एपिपोलर लाइन एल 1 और एल 2 उनका इन्टरसेक्शन e प्राइम होगा इसमें से यह व्यक्त किया गया है तो अगर हम एल 1 और एल 2 का क्रॉस प्रोडक्ट लेते है हमें e प्राइम मिलेगा तो अब फंडामेंटल मैट्रिक्स को e प्राइम क्रॉस H pi के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि फंडामेंटल मैट्रिक्स है इसलिए हम इसकी गणना कर सकते हैं तो हम 6 बिंदुओं का उपयोग करके फंडामेंटल मैट्रिक्स की गणना कर सकते हैं अब यहाँ समस्या रिवर्स में है हमें एक फंडामेंटल मैट्रिक्स और 3 बिंदु दिए गए हैं और फिर हमें इन्टरसेक्शन H की गणना करने की आवश्यकता है इसलिए पहली विधि कहती है कि हम फंडामेंटल मैट्रिक्स हमेशा बना सकते हैं कोई अनुमान नहीं है कि जिस पद्धति पर हमने चर्चा की उसका उपयोग करते हुए कैमरा P और P प्राइम को परिपक्व करता है और फिर हम प्लेन प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 3 दृश्य बिंदु हैं और हम 3 दृश्य बिंदुओं के लिए हल करते हैं 3 दृश्य बिंदुओं का निर्माण करें और प्लेन को प्राप्त करें और फिर वहां से हम प्लेन इन्ड्यूसड होमोग्राफी की गणना कर सकते हैं जो कि H इक्वल A माइनस a v ट्रांन्स्पोज है इस रूप में एक v ट्रांसपोज़ को पैरामीटर दिया गया है दूसरी विधि यह है कि उस 3 संबंधित बिंदु के लिए हमें एक और संबंधित बिंदु की आवश्यकता होती है जिसमें से हम यह होमोग्राफी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि न्यूनतम 4 संबंधित बिंदु की आवश्यकता होती है तो वे क्या हैं बिंदु की जोड़ी क्या है जो एपिपोल है तो F से हम इस एपिपोल की गणना कर सकते हैं इसका मतलब है हमें इसका लेफ्ट 0 और राइट 0 मिलता है वे एपिपोल हैं और वे भी यही बिंदु हैं तो अब हमारे पास 4 संबंधित बिंदु हैं जहां से हम होमोग्राफी की गणना कर सकते हैं तो यह भी एक और दिलचस्प विशेषता है कि कोई भी 3 बिंदु उनके द्वारा गठित प्लेन के संबंध में छवि स्थान को द्विध्रुवीय कर सकते हैं इंफिनिटी होमोग्राफी हमने पहले भी चर्चा की थी और आइए हम इस प्लेन इन्ड्यूसड होमोग्राफी के संदर्भ में चर्चा करें तो हम किसी भी सामान्य प्लेन इन्ड्यूसड होमोग्राफी पर विचार करते हैं जिसके परिणाम शीर्ष पर यहां दिखाए गए हैं यहां हम देख सकते हैं कि यह होमोग्राफी का सामान्य परिणाम है जो हमारे प्रोजेक्शन मैट्रिसेस को इस रूप में देता है और प्लेन को थ्री डायमेंशनल प्लेन के रूप में प्रदर्शन तो निश्चित रूप से इस मामले में यह n d के रूप में दिया गया है ताकि हम इसे संबंधित कर सकें तो हम अगर इस सामान्य वेक्टर को d के द्वारा स्केल करते हैं जो कि b के बराबर है तो चलिए देखते हैं कि यह कैसे होता है तो अब इस विशेष रूप के बाद इस टोमोग्राफी में हमारा प्लेन इस रूप में लिखा जा सकता है अब यहाँ हमारे प्रोजेक्शन मैट्रेस दिए गए हैं इसलिए यह A से संबंधित है A K प्राइम R है तो यह A है और हमारे e प्राइम से पता चलता है e प्राइम इन कोआर्डिनेट की छवि है जो 0 है केंद्र 0 पर है जो मूल में 00 पर है इसलिए अगर हम यहां छवि लेते हैं तो हमें इसके अनुरूप मिलेगा तो यह t है तो एपिपोल छवि t दाईं ओर है तो इस e प्राइम में हम पाएंगे कि e प्राइम t होगा और आइए देखते हैं कि K इन्वर्स क्या है K इन्वर्स क्योंकि यह I 0 है इसलिए K इन्वर्स यहाँ आएगा तो हम इसे एक कैनोनिकल रूप में बना सकते हैं अगर हम k निर्देशन द्वारा छवि निर्देशांक को रूपांतरित करते हैं तो ये चीजें हैं तो v को n d के बराबर होना चाहिए और e प्राइम K प्राइम t है e प्राइम यहां से K प्राइम t है तो यह है कि e प्राइम क्या है और फिर H pi इस के बाद हम जानते हैं कि इस रूप में सूत्रीकरण लिखा जा सकता है तो हम ध्यान दें कि v को यह n d दिया गया है इसलिए यह t n ट्रांन्स्पोज d है तो अंत में यह K प्राइम R K इन्वर्स है तो अब d अनंत की ओर जाता है H इंफिनिटी K प्राइम R K इन्वर्स है यह एक फॉर्मूला है जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इन कैमरा मापदंडों के संदर्भ में अनंत पर होमोग्राफी व्यक्त की जा सकती है और हमने पहले भी चर्चा की थी कि कैसे एक सामान्य कॉन्फ़िगरेशन में इस विशेष पैरामीटर के साथ संबंधित जोड़े के बिंदु कैसे हैं तो यह वही है जो हमें अनंत का उपयोग करके मिलता है तो जैसा कि Z अनंत को जाता है x प्राइम pi इनफिनिटी पर बिंदु की छवि है तो यह हमें दिखाता है कि यह एपिपोलर लाइन पर एक वानिशिंग बिंदु है जैसा कि हम कर रहे हैं हम इनफिनिटी पर बिंदु प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो यह एक सारांश है रेखा के बीच होमोग्राफी जिसे हम जानते हैं इन्फिनिटी पर होमोग्राफी पर वानिशिंग बिंदु H इन्फिनिटी यह दो छवियों के बीच वानिशिंग बिंदुओं को मैप करता है और इसकी गणना F को दिए गए 3 नॉन कॉलीनियर वानिशिंग बिंदुओं या 4 वानिशिंग बिंदुओं से पहचान कर की जा सकती है इसलिए हमने पहले भी चर्चा की थी कि तीन बिंदु और फंडामेंटल मैप तय किए गए हम होमोग्राफी की गणना कर सकते हैं इसलिए यदि हमारे पास वानिशिंग बिंदु ah और संबंधित वानिशिंग बिंदु हैं हम उस मामले में H इन्फिनिटी की गणना कर सकते हैं या हम वानिशिंग बिंदुओं की 4 वानिशिंग जोड़ी प्राप्त कर सकते हैं हम फिर से H इन्फिनिटी की गणना करें और अगर हमारे कैमरा मैट्रेसेस P और P प्राइम और अनंत पर कोई बिंदु इस रूप में दिए गए हैं हमने पहले भी चर्चा की थी कि H इन्फिनिटी पर यह M प्राइम M इन्वर्स प्रदर्शित होता है इस संबंध में हमने एक समस्या को हल करते समय चर्चा की थी जिसमें एक सामान्य कैमरा प्रदर्शन दिया गया था इस टोमोग्राफी में इन्फिनिटी या समतल में होमोग्राफी कैसे होती है जब अनंत पर समतल समतल के साथ या H इन्फिनिटी से M प्राइम M इन्वर्स से व्यक्त किया जाता है इसलिए हमें इस व्याख्यान को इस बिंदु पर बंद करने के साथ ही हम बाद के व्याख्यानों में स्टीरियो ज्यामिति पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे कीवर्ड प्लेन इन्ड्यूसड होमोग्राफी लाइन रिकंस्ट्रक्शन एपिपोलर लाइन इंफिनिटी होमोग्राफी